तो फिर इस डिसपरजन रिलेशन से मुझे अब ओरिजनल पीडीई में वापस आना है जिसे हम हल कर रहे हैं तो यह करने के लिए हमें एक ट्रान्सफॉर्म्ड कॉर्डिनेट डिफ़ाइन करना चाहिए तो ट्रान्सफॉर्म्ड कॉर्डिनेट इस प्रकार है जहाँ मैं बीटा को बहुत छोटा मान रहा हूँ या यह कुछ भी नहींनगण्य है लेकिन ऐसा ही है जैसे मेरी लोंग वेवलेंथ धारणा तो यह एक विशेष धारणा है जो हमारे लोंग वेवलेंथ धारणा के साथ शुरू करने के कारण उत्पन्न हो रही है तो लोंग वेवलेंथ मै इसे लोंग वेवलेंथ पैरामीटर कह रहा हूँ ठीक है

इसलिए जब मैं इन ट्रान्सफॉर्म्ड वेरियबल का उपयोग करता हूं और इस डिसपरजन रिलेशन को वापस फिजिकल प्लैन में पीडीई में परिवर्तित करता हूं मुझे निम्नलिखित पीडीई मिलती है तो मैं यहां बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ समीकरणों के प्रकार पर प्रकाश डाल रहा हूं जो मुझे मिली है और निश्चित रूप से इस विशेष उदाहरण में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का उपयोग कहां है ये बताने के लिए तो इस लोंग वेवलेंथ परिदृश्य में पीडीई मिलती है जैसा कि ऊपर है इसलिए अपने ट्रान्सफॉर्म्ड वेरियबल का उपयोग करके इस व्यंजक को बदलने के बाद मैं ये व्यंजक प्राप्त करता हूं जोकि 0 के बराबर है इसलिए यदि मुझे इस समीकरण को ट्रान्सफॉर्म्ड प्लैन में देखना है तो यह प्रसिद्ध रेखीय बेंजामिन ओनो समीकरण है तो रैखिक बेंजामिन ओनो समीकरण यह गहरी जल तरंगों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां फिर से मेरा इस प्रकार परिभाषित है दूसरा वेरियेबल t है जिसको पहले की तरह काऊची प्रिन्सिपल वैल्यू इंटेग्रल के रूप में डिफाइन किया है

तो यह गहरे पानी के केस के लिए बेंजामिन ओनो समीकरण है जहां मेरा वेरियेबल गहराई है जो हम पढ़ रहे हैं तो गहराई x और t के फंक्शन के रूप में गहराई है जोकि समुद्र की गहराई है तो फिर आगे यह एक गैर रैखिक संस्करण है माना कि यह हमारा व्यंजक V है इसलिए वहाँ इस समीकरण का एक गैर रेखीय संस्करण V है गैर रेखीय बेंजामिन ओनो इसलिए गैर रेखीय बेंजामिन ओनो समीकरण निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित है ध्यान दें कि यह इस नए टर्म या नए गैर रैखिक टर्म का परिचय है यह एक अतिरिक्त टर्म है जो इस उदाहरण में मौजूद है और इस समीकरण के संगत हल का अध्ययन विश्लेषणात्मक रूप से किया गया और पाया कि संबंधित वेव सोल्यूशन इस प्रकार है हल Where जहाँ इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के समीकरण हम इसे कहते हैं कि यह मेरा व्यंजक है समीकरण और का अध्ययन बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लेम्स में किया गया है इसलिए अनुप्रयोगों को शुरू करने में बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं खासकर क्वांटम यांत्रिकी में इसलिए प्रकाशिकी में क्वांटम यांत्रिकी में और लोग इन बेंजामिन ओनो के रैखिक और गैर रैखिक संस्करण का नियमित विशेष रूप से इन दो क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं जिन्हें मैंने हाइलाइट किया है और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भी अब मैं इन गहरे और उथले पानी के मॉडल के एक और विशिष्ट मामले के बारे में बात करने जा रहा हूं तो यह अच्छी तरह से गहरे पानी का मॉडल है इसलिए अब तक मैंने गहरे पानी के मॉडल को पेश किया है दूसरे मामला मैं थोड़ा उथले पानी के मॉडल के बारे में कहना चाहता था तो उथला पानी सिद्धांत को फिर से 1966 में बेंजामिन द्वारा पेश किया गया था इस सिद्धांत को थोड़ा पहले विकसित किया गया था तो इस उथले पानी के सिद्धांत में फिर से धारणाएं इस प्रकार हैं तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक लंबी तरंग दैर्ध्य k है जो 0 की ओर अग्रसर है फिर से लंबी तरंग दैर्ध्य धारणा है और डिस्टर्बेंस स्केल के साथ तो इसका क्या मतलब है कि मैं फिक्स करता हूं इस विशेष धारणा का मतलब है कि मैं h1 h2 द्वारा दी गई ऊंचाई को लेता हूं और इस लिमिट को 0 तक ले जा रहा हूं तो आगे यह मेरी प्रथम धारणा है और आगे बढ़ाते हुए मैं यह मानता हूं कि मेरी वेव दाईं ओर फैलती है मेरी वेव दाईं ओर फैलती है जिसका अर्थ है कि मेरा वेव डिस्पर्जन संबंध इस प्रकार है इसलिए व्यंजक में वर्णित एक निरपेक्ष मूल्य के बजाय मेरे पास निम्नलिखित व्यंजकहै तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू से छुटकारा पा लिया है और एक घन ले लिया है जैसा कि आप जानते है तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ नही है तो फिर जो हमारे पास है वही है इसलिए अगर मैं ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो इस व्यंजक का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मैं इसे एक्सप्रेशन नंबर 7 मानता हूं इसलिए अगर मुझे समीकरण 7 में x का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना था तो संबंधित PDE इस प्रसिद्ध रैखिक PDE द्वारा निम्नानुसार होगी तो हमारे पास निम्नलिखित पीडीईहै यह फिर से एक लीनियर पीडीई है और यह लीनियर कॉट अवे डीफ़्रीज़ समीकरण है इसको रेखीय केडीवी समीकरण भी कहा जाता है ओके तो फिर से मैं अब आपको उचित बाउंडरी कंडिशन्स और इनिश्यल कंडिशन्स के साथ इस समीकरण का हल बताने जा रहा हूं इस समीकरण का हल विश्लेषणात्मक प्राप्त किया जा सकता है सॉल्यूशन तो मैं आपको हल अच्छी तरह से बता सकता हूं एटा वाटर वेव की गहराई है इसका सॉल्यूशन एक वेव सॉल्यूशन की तरह दिया जाता है जैसे सॉल्यूशन निम्नानुसार है Where यहाँ पर यह कम या ज्यादा वाटर वेव पर मेरी चर्चा को पूरा करता है हालाँकि में फिर से इन वेव समीकरण के संबंध में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के एक और अनुप्रयोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ और अन्य क्षेत्र जहां हम इनपीडीई को लागू करते हैं विशेष रूप से वायुगतिकी और इलास्टिसिटि तो फिर उसी तरह से यह दिखाया गया कि यहाँ कुछ फ़ाईनाइट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की भी कुछ एप्लिकेशन हैं तो फ़ाईनाइट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फ़ाईनाइट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म तो फिर ठीक है मैं अभी कुछ अनुप्रयोगों को उजागर करने जा रहा हूं छात्र इस क्षेत्र में अनुप्रयोगों को देखकर प्रोत्साहित होंगे यह एक वैज्ञानिक जिसका नाम ट्रिकोमी है के द्वारा इंटरोड्यूज़ड किया गया था इस वर्ष में जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित इन फ़ाईनाइट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का उपयोग वायुगतिकी में किया और फिर यह मेम्ब्रन की इलास्टिसिटि में इलास्टिसिटि अनुप्रयोगों में भी दिखाया गया था और छड़ की इलास्टिसिटि और एयरफ़ॉइल सिद्धांत में भी इन लोगों द्वारा दिखाया गया गा खोव ने 1966 में इस पर एक पेपर प्रकाशित किया और पीटर्स द्वारा 1971 में प्रकाशित किया इसलिए हम देखते हैं कि बिना विशेष रूप से हेलीबर्ट से जुड़े हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में कुछ समस्याओं को हल करने के लिए मैंने अभी कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहां हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म व्यापक रूप से लागू होते हैं तो फिर मैं बात करने जा रहा हूं मैं असीमटोटिक एक्सपैनसन के बारे में बात करने जा रहा हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूं एक पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इसलिए मैं जो देखता हूं वह यह है कि यह इंटेगरल है इसलिए मैं इसे मानक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कहता हूं या 2 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म 2 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म तो मैं इसे बिंदु x 0 पर ब्रेक करने जा रहा हूं और निश्चित रूप से हमें उपयुक्त इंटेगरल में किसी भी उत्पन्न होने वाली सिंगुलेरिटी का ध्यान रखना होगा जो उत्पन्न होते हैं तो दो इंटेगरल में ब्रेक करने पर इसलिए मैं यह मानने जा रहा हूं कि मेरे दो इंटीग्रल का नया सेट भी प्रिंसिपल वैल्यू कॉची प्रिंसिपल वैल्यू इंटेगरल है क्योंकि हम नही जानते एक्स पॉजिटिव कहां हैं या एक्स नेगेटिव है

तो मुझे अभी इंटेगरल के अंदर इस ऋण चिन्ह को लेना है और ध्यान दें कि इसके साथ शुरू होना है मेरा 2 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जोकि दो 1 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का योग है बाद में मैं यह दिखाने के लिए जा रहा हूं कि यह एक और विशेष इंटेगरल ट्रांसफॉर्म है जिसे स्टाइलजीस ट्रांसफॉर्म के रूप में जाना जाता है स्टाइलजीस ट्रांसफॉर्म को फ़ंक्शन के कर्ली S द्वारा ऋणात्मक t के ऋणात्मक f से दर्शाया जाता है स्टाइलजीस में यह विशेष रूप से परिवर्तन है एक 1 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है तो फिर मुझे यह कहने की अनुमति दें कि यह कहकर चर्चा के इस भाग को समाप्त करें कि 1 पक्षीय हिल्बर्ट 1 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को इस प्रकार परिभाषितकियागया है तो चलिए इस 1 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के कुछ गुणों को देखते हैं तो विशेष रूप से इस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के स्पर्शोन्मुख विस्तार से संबंधित कुछ परिणाम है तो प्रोब्लेम यह है कि निम्नलिखित व्यंजक को प्रूव करिए तो निम्नलिखित 1 पक्षीय हिल्बर्ट के स्पर्शोन्मुख विस्तार को प्रूव करे तो विस्तार परिणाम इस प्रकार है तो फिर विचार यह है कि मेरी कॉची रेसीड्यू थियोरेमCauchys residue theorem का सही उपयोग करके इस परिणाम को प्रूव किया जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इसे प्रूव करने के लिए आपको जवाब देने के लिए अपने कॉची रेसीड्यू थियोरेमCauchys residue theorem का उपयोग करने जा रहा हूं ध्यान दें कि ये दोनों इंटेगरल इस अर्थ में पूरक हैं कि एक 1 साईडेड हिल्बर्ट में कोसाइन का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और दूसरा साइन में 1 साईडेड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है हल कॉची रेसीड्यू थियोरेम का उपयोग करके इसलिए विचार है कि पहले मैं इस 1 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को 2 पक्षीय हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में परिवर्तित करने जा रहा हूं माना इसलिए मैंने अपने यूलर के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इस आयोटा को इस एक्सपोनेंशियल के अंदर अवशोषित कर लिया है तो चलो इस विशेष इंटेगरल को देखो मैं इसे इंटेगरल I1 के रूप में मान रहा हूं

मैं परिवर्तन करने जा रहा हूँ वेरिएवल में परिवर्तन तो इस प्रकार मैं अपने वैरिएबल t को बदलने जा रहा हूं तो t के बजाय i को इंटरोड्यूज करता हूं तो फिर मैंने जो कुछ भी किया है वह यह है पहले वेरीएबल में बदलाव किया है और इंटेग्रल को नकारात्मक से धनात्मक में बदल दिया तो पहले यह इंटेग्रल रियल एक्सिस पर था इसलिए मैंने इंटेग्रल को बदल दिया तो I1 को धनात्मक इमेजिनरी अक्ष पर बदलें तो यह माना गया था कि मेरा मूल वेरीएबल t एक वास्तविक वेरीएबल था और फिर मैंने इसे दूसरे वेरीएबल में बदल दिया है जो विशुद्ध रूप से धनात्मक इमेजिनरी अक्ष पर है इसलिए मैंने यह परिवर्तन किया है तो हम व्यंजक पर नजर डालते हैं यह लिमिट में इस प्रकार हैं अब समीकरण l तो फिर मैं पहले से ही इन परिणाम में वहाँ हूँ मुझे लगता है कि तो मेरे I1 मैं इस व्यंजक को ऐसे ही छोड़ देता हूं और मैं अपनी मूल समस्या पर वापस आता हूं मै मूल समस्या मैं इस परटिक्युलर इंटेग्रल का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा था

हम इस विशेष योग को देखते हैं हम अब इस राशि का वास्तविक और काल्पनिक हिस्सा लेते हैं और और बाएं हाथ की ओर के वास्तविक और काल्पनिक भाग के बराबर करते है और हम अपने व्यंजक पर आ जाते हैं जोकि हमारे दोनों ही व्यंजक हैं